अब तक हमने व्यक्तिगत घटकों पर ध्यान दिया है और कुछ समझ प्राप्त की हैं कि माइक्रोप्रोसेसरों के इन इंटर्नल को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है या उस मामले के लिए किसी भी प्रोसेसर को व्यवस्थित किया जा सकता है उदाहरण के लिए हमने रजिस्टरों के डिजाइन को देखा है हमने ऐड्डेर कॉम्परटेर आदि जैसे कार्यात्मक मॉड्यूल के डिजाइन को देखा है तो यदि आप इसकी संरचना को देखते हैं यह कैसा दिखता है तो हम इसके साथ शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे माइक्रोप्रोसेसरों की ओर जाएंगे किसी भी प्रोसेसर डिजाइन में यह कुछ इंटरनल बस नामक होगा इस बस से प्रोसेसर के लिए आवश्यक सभी घटक जुड़े होंगे यह एक सामान्य घटक है जो हमारे पास सभी प्रोसेसर में होगा आपके पास एक ऐसी बस हो सकती है या आपके पास एक से अधिक बसेस हो सकती हैं लेकिन अनिवार्य रूप से आपके पास कुछ बसेस होंगी जिन पर सिस्टम के घटक जुड़े होंगे एक और बहुत ही सामान्य बात जो हम किसी भी प्रोसेसर में पाएंगे वह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU है इससे बस से इनपुट मिलेंगे और यह बस को आउटपुट देगा अब इसके अलावा हमें कुछ मॉड्यूल मिले हैं जैसे रजिस्टर के सेट तो हमने रजिस्टरों के डिजाइन को देखा है एक प्रोसेसर में ऐसे कई रजिस्टर हैं कुछ रजिस्टर हैं जो प्रोसेसर में मौजूद हैं जिन्हें आमतौर पर सीपीयू रजिस्टर या सिर्फ रजिस्टर के रूप में जाना जाता है ये रजिस्टर बस से जुड़े हैं ताकि इन रजिस्टरों की सामग्री को बस में उपलब्ध कराया जा सके और आप ALU का उपयोग करके दो रजिस्टरों की सामग्री को जोड़ सकते हैं या आप उनकी तुलना कर सकते हैं आप इन रजिस्टरों की सामग्री का उपयोग करके कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं जो हमारे पास सिस्टम में हैं एक को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के रूप में जाना जाता है जो एक विशेष रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का मतलब है कि प्रोसेसर आगे क्या करेगा इसलिए उस इंस्ट्रक्शन को इस रजिस्टर में उपलब्ध होना चाहिए इसलिए जब कोई प्रोसेसर काम करना शुरू करता है तो यह अनिवार्य रूप से क्या करता है यह मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और इसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड करता है और फिर समझने का प्रयास करता है कि इस इंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या है और यह समझने के बाद यह उचित ऑपरेंड प्राप्त करके उस ऑपरेशन को करेगा यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सामग्री दूसरे मॉड्यूल में जाती है जिसे आमतौर पर डिकोडर के रूप में जाना जाता है और यह डिकोडर कण्ट्रोल सिग्नल को उत्पन्न करता है यह कण्ट्रोल सिग्नल को उत्पन्न करता है जो ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक होंगे तो ये कण्ट्रोल सिग्नल हैं जो उत्पन्न होते हैं तो हम धीरे धीरे समझेंगे यह कण्ट्रोल सिग्नल क्या है ये कण्ट्रोल सिग्नल क्या हैं आदि अब किसी भी प्रोसेसर में एक और विशेष रजिस्टर है जिसे प्रोग्राम काउंटर के रूप में जाना जाता है जो बताता है कि अगला इंस्ट्रक्शन क्या है जो प्रोसेसर में लोड किया जाएगा तो यह आमतौर पर प्रोग्राम काउंटर या पीसी के रूप में जाना जाता है कुछ प्रोसेसर में आपको मिलेंगे इसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या आईपी कहा जाता है अनिवार्य रूप से वे सभी समान हैं यह पीसी या आईपी एक स्पेशल रजिस्टर है और यह अगले इंस्ट्रक्शन को इंगित करता है जिसे प्रोसेसर में लोड किया जाना चाहिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमें प्रोसेसर से जुड़ी एक मेमोरी मिली है और हर चक्र या हर इंस्ट्रक्शन चक्र की शुरुआत में प्रोसेसर को पहले मेमोरी से अगला इंस्ट्रक्शन मिलता है और यह अगला इंस्ट्रक्शन कहां है इसलिए अगला इंस्ट्रक्शन इस प्रोग्राम काउंटर पीसी या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आईपी द्वारा बताए गए स्थान पर है ओके इसलिए यदि आप क्रमिक रूप से इंस्ट्रक्शन तक पहुंचते हैं तो इस पीसी मान को अपडेट करना होगा जैसे कि यदि वर्तमान निर्देश 4 से अधिक बाईटस रहा है तो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर में ले जाने के बाद यह पीसी मान स्वचालित रूप से 4 द्वारा अपडेट किया जाना चाहिए यह एक स्वचालित सुविधा है और वे सभी प्रोसेसर जो इस प्रोग्राम काउंटर वैल्यू को इंस्ट्रक्शन के आकार से स्वचालित रूप से बढ़ाते हैं प्रोग्राम काउंटर वैल्यू वास्तव में प्रोसेसर के एड्रेस बस पर उपलब्ध है यह मान प्रोसेसर के एड्रेस बस में जा रहा है और यह आंतरिक डेटा बस किसी तरह से एक्सटर्नल डेटा बस से जुड़ा हुआ है मेमोरी की तरह मॉड्यूल फिर पेरीफेरल तो वे इन एक्सटर्नल डेटा बस और इस एड्रेस बस को देखेंगे वे आंतरिक नहीं देखेंगे वे एक्सटर्नल डेटा बस और इंटरनल डेटा को देखेंगे और फिर एड्रेस बस कुछ मामलों में ऐसा होता है कि कई बार हमें एड्रेस प्रदान करने के लिए इन रजिस्टरों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है यह विशेष रूप से सच है जब हम पॉइंटर प्रकार के डेटा रखने की कोशिश कर रहे हैं जहां कुछ रजिस्टर की कंटेंट यह बताती है कि एड्रेस मूल्य कहां से लोड किया जाना चाहिए उस स्थिति में इस रजिस्टर डेटा में से कुछ मुझे एड्रेस बस में उपलब्ध बनाने की जरूरत है तो उस प्रकार की स्थिति के लिए कई बार हम पाएंगे कि यह एड्रेस बसBus रजिस्टर के इस सेट से भी जुड़ा हुआ है जो हमारे पास है अब तो जब पहली बार इंस्ट्रक्शन आ रहा है इसलिए इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर लोड करना होगा तो इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इस डेटा बस से एक कनेक्शन होना चाहिए इसलिए इस एक्सटर्नल डेटा बस के माध्यम से इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो वह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जा रहा है अगला इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की सामग्री को डिकोडर द्वारा डिकोड किया जाता है और यह डिकोडर दो रजिस्टरों की सामग्री को जोड़ने जैसे विभिन्न ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए कण्ट्रोल सिग्नल का एक सेट उत्पन्न करेगा तो मुझे इन रजिस्टरों की सामग्री को बस में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है एएलयू को अड्डीसन करना चाहिए और फिर अंत में एएलयू की सामग्री को कुछ रजिस्टर या कुछ मेमोरी स्थान पर वापस संग्रहीत किया जाना चाहिए हमें कण्ट्रोल सिग्नल का एक सेट उत्पन्न करने की आवश्यकता है हम एक उदाहरण लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कण्ट्रोल सिग्नल कैसे उत्पन्न होते हैं लेकिन इससे पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण रजिस्टर है जो हमारे पास किसी भी प्रोसेसर डिज़ाइन में है जिसे फ्लैग रजिस्टर के रूप में जाना जाता है यह फ्लैग रजिस्टर अंतिम अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन जो ALU द्वारा किया जाता है का स्टेटस है तो यह फ्लैग 1 है अगर कुछ ऑपरेशन करने के बाद इस आउटपुट की सामग्री 0 हो जाती है तो यह फ्लैग रजिस्टर 8 बिट फ्लैग रजिस्टर है तो 8 ऐसी कंडीशन हैं जिनका पता लगाया जा सकता है और स्टेटस को फ्लैग में संग्रहीत किया जा सकता है उदाहरण के लिए संख्याओं पर अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए एक बहुत ही सामान्य स्थिति जो होती है वह ओवरफ्लो है परिणामस्वरूप कैरी बिट उत्पन्न हो जाता है और कैरी को रजिस्टर के आकार की सीमा के कारण अंतिम मान के साथ ऐडर के साथ संग्रहीत नहीं किया जा सकता है तो कैरी बिट को फ्लैग रजिस्टर में फ्लैग बिट के रूप में संग्रहीत किया जाता है इसी तरह यदि परिणाम कहे 0 हैं कुछ ऑपरेशन करने के बाद तो इस 8 बिट फ्लैग रजिस्टर के जीरो फ्लैग को 1 सेट किया जा सकता है विभिन्न विक्रेताओं विभिन्न फ्लैग बिट्स के साथ आ सकते हैं जो सिस्टम में शामिल होते हैं और यह समझने में मदद करता है इस पूरे सिस्टम की स्टेटस समझने के लिए प्रमुख हिस्सा यह है कि यह कण्ट्रोल भाग कैसे संचालित होता है कण्ट्रोल सिग्नल क्या हैं और यह कण्ट्रोल भाग कैसे संचालित होता है संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जहां तक सीपीयू का संबंध है तो यह आपका सीपीयू है और यह बाहरी दुनिया है हमें एड्रेस बस मिल गया है हमें डेटा बस मिल गई है जिसके द्वारा सीपीयू बाहरी दुनिया के साथ हस्तक्षेप कर रहा है सभी प्रोसेसर में एक रीसेट सिग्नल होता है जब आप इस प्रोसेसर को रीसेट करते हैं तो क्या होता है कि यह एड्रेस बस यह एक निर्दिष्ट मान प्राप्त करता है यह निर्दिष्ट मान निर्माता पर निर्भर करता है तो उस मान को प्रोग्राम काउंटर में लोड किया जाता है और मान एड्रेस बस पर उपलब्ध हो जाता है यह उम्मीद की जाती है कि बाहर में मेरे पास एक मेमोरी चिप होगी जहां से संबंधित मूल्य को एक इंस्ट्रक्शन डाला जाता है तो प्रोसेसर क्या करता है जो भी डेटा बस में मिलता है तो यह इसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले जाता है और यह डिकोडिंग के लिए डिकोडर में जाता है तो पहला भाग जब यह बाहरी दुनिया से इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर रहा है तो उस स्टेज को फेच स्टेज कहा जाता है फेच स्टेज में प्रोसेसर जिस लोकेशन में पहुँचना चाहता है उसे एड्रेस बस में डाल दिया जाता है रीड सिग्नल मेमोरी को दिया जाता है तो मेमोरी डेटा बस पर संबंधित स्थान की सामग्री को जगह देगी और सामग्री इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तक पहुंच जाएगी तो यह कि यह पूरा ऑपरेशन फेच ऑपरेशन है ऑपरेशन का अगला चरण डिकोड ऑपरेशन है डिकोड ऑपरेशन में जो किया जाता है वह उस रजिस्टर के अर्थ को समझने की कोशिश करता है तो यह किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन है यह उस इंस्ट्रक्शन के अर्थ को पहचानने का प्रयास करेगा और अब यह जो इंस्ट्रक्शन है उसके आधार पर यह तीसरे चरण में जाता है जहां यह एक्सेक्यूट चरण है एक्सेक्यूट चरण में यह वास्तव में ऑपरेशन करता है और एक बार जब इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूशन समाप्त हो जाता है तो यह फिर फेच स्टेज में जाता है और पीसी वैल्यू प्रोग्राम काउंटर वैल्यू अपडेट करता है तो यह मेमोरी में अगले इंस्ट्रक्शन को इंगित करता है तो फिर यह अगला इंस्ट्रक्शन फेच करेगा और इस तरह से यह चलता है तो इस प्रोसेसर के इनिशालिजेसन के साथ यह इस तरह से संचालन करना शुरू कर देता है तो यह समग्र ऑपरेशन है जो किया जाता है और एक्सेक्यूट चरण के साथ वास्तव में यह ALU चित्र में आता है यह ऑपरेशन करता है और परिणाम को रजिस्टर में संग्रहीत करता है या यह परिणाम को कुछ मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकता है अगर इंस्ट्रक्शन ने ऐसा कुछ पूछा है अब हम एक और उदाहरण पर गौर करेंगे कि यह कण्ट्रोल भाग कैसे काम कर रहा है यह एक डिकोडर हिस्सा है कि यह कंट्रोल सिग्नल कैसे उत्पन्न कर रहा है तो उस प्रयोजन के लिए हम एक सीपीयू का एक सरल उदाहरण लेंगे उसे यह संरचना मिल गया है अन्य भाग वैसे ही रहते है इसे इंटरनल डेटा बस मिली है फिर यह एएलयू मिला है तो ये हिस्से समान हैं और इस एएलयू को फ्लैग रजिस्टर मिला है अब हम मानते हैं कि 3 रजिस्टर आर 0 आर 1 और आर 2 हैं और हमने इस प्रोग्राम काउंटर पीसी मिला है फिर हमें यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मिला है या आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर के रूप में संक्षेप में लिखा गया है और एक और रजिस्टर है W कहे जहां हम आईआर के एक हिस्से को W रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं और यह डब्ल्यू रजिस्टर सामग्री एड्रेस बस में उपलब्ध हो सकती है पीसी सामग्री एड्रेस बस पर उपलब्ध है इसी तरह डब्ल्यू आर 0 आर 1 आर 2 रजिस्टर सामग्री भी एड्रेस बस को उपलब्ध कराई जा सकती है वे इंटरनल बस के लिए सुलभ हैं और उनकी सामग्री इंटरनल बस पर उपलब्ध हो सकती है इनसे आपको ये कनेक्शन मिल गए हैं जो हमने पहले लिए थे तोवे पहले जैसे रह रहे है मान लीजिए हम कुछ इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करना चाहते हैं तो एक डिकोडर है यह डिकोडर जो कण्ट्रोल सिग्नल को उत्पन्न करता है अब मान लीजिए हमें एक इंस्ट्रक्शन मिला है जो कुछ इस तरह है load R0 1000 तो जैसा कि मैंने कहा कि जब इस प्रोसेसर पीसी सामग्री को एड्रेस बस में रखा जाता है एक्सटर्नल डेटा बस से प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन load R0 1000 मिला है हम बाद में देखेंगे कि इसमें एक कोडिंग होगी और जिसे मशीन लैंग्वेज कोडिंग कहा जाता है हम मानते हैं कि कुछ कोड है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पूरा इंस्ट्रक्शन उपलब्ध है अब डिकोडर कण्ट्रोल सिग्नल कैसे उत्पन्न करेगा ताकि यह इंस्ट्रक्शन निष्पादित हो जाए इस इंस्ट्रक्शन का अर्थ हम यह मानते हैं कि आर 0 को मेमोरी लोकेशन 1000 एच की सामग्री मिलनी चाहिए R0 रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन की सामग्री 1000h होनी चाहिए तो इस बात को कैसे करें तो हम इसे इस तरह से करते हैं पहले समय t1 पर मुझे प्रोग्राम काउंटर को इनेबल करना चाहिए और मुझे मेमोरी रीड को देना चाहिए प्रारंभ में प्रोसेसर एड्रेस बस पर प्रोग्राम काउंटर वैल्यू डालता है और मेमोरी रीड देता है जिसके परिणामस्वरूप यह load R0 1000 संबंधित कोड डेटा बस पर उपलब्ध होगा मेमोरी सामग्री को डेटा बस में डाल देगी फिर समय कदम t2 में मूल्य को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड किया जाना है तो इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को यह कनेक्शन मिल गया है तो हम आईआर रजिस्टर को लोड सिग्नल देते हैं तो यह इनेबल सिग्नल वास्तव में आउटपुट इनेबल है तो जब मैं कहता हूं इनेबल पीसी सभी रजिस्टरों को इस प्रकार का कण्ट्रोल सिग्नलSignal इनेबल और लोड मिला है इसी प्रकार इस R0 R1 R2 को उन्होंने अलग अलग कण्ट्रोल सिग्नलSignal दिए हैं जैसे इनेबल R0 इनेबल R1 इनेबल R2 load R0load R1 load R2 जैसे तो जब मैं कहता हूं कि यह एक पीसी इनेबल्ड है तब आउटपुट पर केवल पीसी की सामग्री उपलब्ध होगी इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि R0 इनेबल करें तो इंटरनल डेटा बस में R0 रजिस्टर की सामग्री उपलब्ध होगी अन्यथा ऐसा नहीं है तो आप देखते हैं कि डेटा बस में मूल्य यहाँ उपलब्ध है और मैंने इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड आईआर कंट्रोल सिग्नल दिया है तो यह लोड सिग्नल लोड कंट्रोल है तो लोड नियंत्रित करता है डिकोडर समय t2 पर लोड नियंत्रक उत्पन्न करता है तो इस निर्देश का मूल्य इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड किया जाएगा फिर समय t3 पर यह डिकोड ऑपरेशन करेगा और साथ ही यह प्रोग्राम काउंटर को बढ़ाएगा तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में इसे एक और विशेष कण्ट्रोल मिला है जो इन्क्रीमेंट है तो यह प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट सिग्नल देता है ताकि प्रोग्राम काउंटर अगले मूल्य में इन्क्रीमेंट हो ताकि वह अगले इंस्ट्रक्शनतक पहुंच सके फिर समय t4 पर मुझे यह देखना होगा कि मुझे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इस पूरी चीज़ की सामग्री मिल गई है तो यदि आप इस के कोड को देखते हैं तो कुछ हिस्सा अगर यह कोडिंग आप कहते हैं कि कुछ कि पहले कुछ बिट्स से 16 बिट कोडिंग होती है तो वे कीवर्ड लोड'LOAD' के अनुरूप होंगे जैसे कि अन्य ऑपरेशन जैसे ऐड सब हो सकते हैं पहले कुछ बिट्स यह पहचान कर सकते हैं कि यह लोड ऑपरेशन है इसलिए इस भाग में मेरे पास लोड इंस्ट्रक्शन के लिए कोड होगा तो अगले कुछ बिट्स उस रजिस्टर की पहचान कर सकते हैं जिस पर आप लोड करना चाहते हैं अब इस मामले में हमें 3 रजिस्टर मिल गए हैं तो 2 बिट पर्याप्त होंगे तो ये दो बिट्स उस रजिस्टर की पहचान करेंगे जहां आप लोड करना चाहते हैं और ये शेष बिट्स उस एड्रेस की पहचान करेंगे जहां से आप लोड करना चाहते हैं तो यह हिस्सा वास्तव में मूल्य 1000h है अब क्या आवश्यक है अब यह पूरी बात अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में है तो इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से यह हिस्सा एड्रेस बस में उपलब्ध कराया जाना चाहिए तो यह कि मान डेटा बस पर मेमोरी द्वारा डाला जा सकता है और यह कि डेटा लोकेशन मान डेटा बस पर आ सकता है तो उस मामले के लिए मुझे लोड w जैसे संकेत देने होंगे तो कि w रजिस्टर को किस मूल्य के साथ लोड किया जाएगा हमें IR रजिस्टर को इनेबल करने की आवश्यकता है तो इनेबल आउटपुट करने पर IR रजिस्टर सामग्री से आउटपुट के रूप में उपलब्ध होगा अब आप देखते हैं कि यहां इसे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से आईआर से w तक सम्बन्ध समझ सकते है है तो यह केवल इन बिट्स के अनुरूप है इसलिए मुझे सभी बिट्स को w से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है तो यह केवल उन बिट्स से जुड़ा होगा जो एड्रेस के हिस्से के अनुरूप हैं तो मैं इनेबल आईआर संकेत देता हूं फिर मैं इनेबल डब्ल्यू भी देता हूं इस प्रकार सामग्री यहां लोड की गई है इस बस इनेबल w पर उपलब्ध है और मेमोरी रीड सिग्नल भी देगा तो अगर मैं यह काम करता हूं तो क्या होगा आईआर रजिस्टर की सामग्री को इस डब्ल्यू रजिस्टर में लोड किया जाएगा और मूल्य एड्रेस बस और इस इनेबल डब्ल्यू के माध्यम से उपलब्ध होगा और यह मेमोरी रीड कंट्रोल दिया गया है तो जो कुछ भी मूल्य उस मेमोरी लोकेशन पर है जो कुछ समय बाद बस में उपलब्ध होगा फिर समय t5 पर मैं इस इनेबल w को रखना जारी रखता हूं क्योंकि ऐसा केस हो सकता है कि यह लोड w इनेबल w एक साथ डालते हुए तो मान को स्थिर होने में कुछ समय लग सकता है कुछ प्रोसेसर डिज़ाइनर यहाँ इनेबल w नहीं करेंगे वे केवल अगले चरण में इनेबल w करेंगे और तदनुसार इस मेमोरी रीड को भी वहाँ नहीं रखा जाएगा इसे केवल समय चरण t5 पर रखा जाएगा हालाँकि आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसलिए यदि आप कुछ अन्य डिज़ाइन लेते हैं तो हो सकता है कि यह इनेबल्ड हो और यह अगले चरण में भी इनेबल्ड हो तो इनेबल w और यह मेमोरी रीड तो वे यहां जारी हैं और हम आर 0 रजिस्टर को लोड सिग्नल भी देते हैं डिकोडर इन कण्ट्रोल सिग्नल को उत्पन्न करता है जैसे इनेबल पीसी मेमोरी रीड लोड आईआर डिकोड वगैरह वगैरह तो ये सभी कण्ट्रोल सिग्नल डीकोडर द्वारा उत्पन्न होते हैं लेकिन आप समझ सकते हैं कि सभी सिग्नल एक ही चरण में उत्पन्न नहीं होते हैं इसलिए अगर मैं क्लॉक साइकिल के संदर्भ में सोचता हूं तो पहली क्लॉक में ये कण्ट्रोल सिग्नल उत्पन्न होते हैं दूसरे क्लॉक साइकिल में ये कण्ट्रोल सिग्नल उत्पन्न होते हैं जैसे यह आगे बढ़ता है इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह डिकोडर जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं यह एक साधारण कॉम्बिनेशन डिकोडर नहीं है जिसे हमने अपने डिजिटल लॉजिक क्लासेस में अब तक देखा है वे साधारण 2 से 4 डिकोडर या 3 से 8 डिकोडर की तरह सरल नहीं हैं वे मूल रूप से एक फयनाईट स्टेट मशीनहैं इसलिए वे स्टेट्स के एक सेट से गुजरते हैं शुरू में यह स्टेट s0 में है यह t1 के लिए कण्ट्रोल को आउटपुट करता है तो जब अगली क्लॉक आती है तो यह स्टेट s1 में स्थानांतरित हो जाती है स्टेट s1 में यह इस लोड IR संकेत देता है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मूल्य के साथ भरी हुई है अगली क्लॉक सिग्नल में यह स्टेट s2 में आता है जहां यह डीकोड और इंक्रीमेंट पीसी देता है किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ तक बहुत आम है आपको जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ तक दिया है उसे पूरा करना होगा इस बिंदु से ऑपरेशन उस इंस्ट्रक्शन पर निर्भर करता है जिसे आप निष्पादित कर रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बिंदु से आगे भिन्नता होगी उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर वर्गीकरण या मोड़ होगा जिसे आप निष्पादित कर रहे हैं हमारे विशेष मामले में यह स्टेट s3 में आता है जहां यह इन कण्ट्रोल सिग्नल को टी 4 के दौरान आउटपुट करता है जैसे लोड w वगैरह की तरह फिर यह स्टेट s5 की ओर आता है जहां यह आउटपुट करता है यह इनेबल w मेमोरी रीड वगैरह और फिर यह स्टेट s0 पर वापस चला जाएगा जहां यह अगले इंस्ट्रक्शन को लोड करेगा तो इस तरह से इन भागों को भी विकसित किया जा सकता है इसलिए यह डिकोडर जो हमने बताया है तो यह एक कॉम्बिनेशन डिकोडर नहीं है लेकिन यह एक सेकेक़ुएन्टिअल डिकोडर है तो यह वहाँ है एक डिकोडर के बजाय यह एक कंट्रोलर अधिक है अब इस कंट्रोलर को डिजाइन करने जैसे मुद्दे हैं ताकि आप कुछ आर्किटेक्चर क्लास में पा सकें तो हम इसमें नहीं जाएंगे हम इसके बजाय एक और उदाहरण देखेंगे कि ऐड ऑपरेशन कैसे किया जाएगा मान लीजिए कि मुझे अगला निर्देश ऐड के रूप में मिला है add R0 R1 R2 जिसका अर्थ है कि R2 को R0 प्लस R1 की सामग्री मिलेगी अब यह कैसे करना है तो t1 पिछले मामले के समान है मुझे इनेबल पीसी देना है और मुझे यह मेमोरी रीड देनी है तो इन दोनों को दिया जाना है t2 में मुझे लोड IR सिग्नल देना है फिर t3 पर मुझे डिकोड और इन्क्रीमेंट PC देना है और t4 पर मुझे यह वास्तविक ऑपरेशन करना है तो मुझे R0 को इनेबल करना होगा या R1 को इनेबल करना होगा और हमें ALU में ऐड सिग्नल देना होगा और मुझे R2 के लिए लोड सिग्नल देना होगा तो यहाँ वास्तव में अंतर आता है तो इस तरह से आप अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के लिए कर सकते हैं हम यह तय कर सकते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन को साइकिल की संख्या पर कैसे निष्पादित किया जाएगा इसलिए बाद में जब हम माइक्रोप्रोसेसर विवरण पर जाते हैं जैसे कि आप माइक्रोप्रोसेसर के टाइमिंग बेहेवियर पर ध्यान देते हैं आप देखेंगे कि माइक्रोप्रोसेसरों द्वारा किए गए ऑपरेशनों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के कण्ट्रोल सिग्नल साइकल्स की संख्या से उत्पन्न होते हैं